इसलिए इस सप्ताह में हम कम बिजली डिजाइन पर कुछ चर्चाओं के साथ शुरुआत करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि कम बिजली के लिए एक सर्किट डिजाइन करना आजकल के परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और यह VLSI चिप्स के डिजाइन करने के तरीके को भी प्रभावित करता है और साथ ही विशेष रूप से भौतिक डिजाइन प्रक्रिया को तथाकथित VLSI चिप्स के बैक एंड डिजाइन को भी प्रभावित करता है जिस तरह से वे आज कुछ तकनीकों और कुछ नियमों को पूरा करते हैं आप कह सकते हैं कि डिजाइन के नियमों को डिजाइन के विभिन्न चरणों में शामिल किया गया है ताकि अंतिम रूप से चिप कम बिजली की खपत करता है इसलिए आज हमारी चर्चा का विषय है लो पॉवर VLSI डिजाइन इसलिए जैसा कि मैंने कहा आधुनिक दिन VLSI डिजाइन में बिजली की खपत बहुत बड़ी चुनौती है जो प्रदर्शन को एक माध्यमिक स्तर तक पहुंचा रही है प्राथमिक कारण यह है कि आज हम लगभग सभी उपकरणों का उपयोग करते हैं वे प्रकृति में पोर्टेबल हैं अन्य निश्चित रूप से डेस्कटॉप जो हमारे टेबल पर बैठते हैं यह पोर्टेबल डिवाइस सभी बैटरी पावर पर चलता है आप हमारे मोबाइल फोन हमारे लैपटॉप हमारी नोटबुक हमारे टैब सब कुछ के बारे में सोचते हैं ये ऐसे उपकरण हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वे सभी उस बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो इसके अंदर निर्मित होती है इसलिए यदि आप इन उपकरणों में लगे सर्किट को डिजाइन इस तरह से करें कि वे कम बिजली या ऊर्जा का उपभोग करें इसलिए उपकरणों की बैटरी जीवन में वृद्धि हो रही है जो उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से बेहद वांछनीय है इसलिए कई कार्य और रणनीतियाँ हैं जो वर्षों से प्रस्तावित हैं जो बिजली अपव्यय को कम करने का प्रयास करते हैं इसलिए हम कुछ समय कहते हैं कि हमने डिजाइन प्रक्रिया में एक चौथा आयाम जोड़ा है अन्य 3 आयाम क्या है आइए देखते हैं आप देखते हैं कि यह एक विशिष्ट चित्र है जो कुछ पाठ्यपुस्तकों में भी कई स्थानों पर मिलेगा परंपरागत रूप से इस 70 और 80 के दशक में एरिया और डिले सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर थे इसलिए जब किसी ने एक सर्किट एक चिप को डिजाइन करने की कोशिश की तो प्रथम उद्देश्य यह था कि चिप सिलिकॉन फ्लोर पर कितना कम एरिया मेरे सर्किट के द्वारा घेरा जाता है और अधिकतम गति कितनी कम है इसलिए हम डिले को कम करने की कोशिश करते हैं अब अक्सर यह एरिया और डिले परस्पर विरोधी हैं तो योग्यता के कुछ विशिष्ट आंकड़े प्रस्तावित और उपयोग किए गए थे उनमें से एक एरिया और डिले स्क्वायर का प्रोडक्ट था a d स्क्वायर तो ऐसे मैट्रिक्स की संख्या होती है जिन्हें आप उपयोग और प्रस्तावित करते हैं तो आपके पास योग्यता का आंकड़ा हो सकता है लेकिन जैसे जैसे सर्किट अधिक से अधिक जटिल होने लगे तो क्या हुआ आप देखते हैं कि एरिया और डिले एकमात्र पैरामीटर नहीं थे अब चिप के निर्माण के बाद डिजाइनरों का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है या आप कह सकते हैं कि परीक्षण इंजीनियर का कि यह सुनिश्चित करें कि चिप में कोई स्पष्ट निर्माण दोष नहीं है तो चिप को परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिस से चिप में जटिलता अधिक बढ़ जाती है परीक्षण का कार्य अधिक से अधिक कठिन हो जाता है इसलिए परीक्षण योग्य तकनीकों के लिए डिज़ाइन की तरह कुछ डिज़ाइन नियम होने चाहिए जहाँ पहले चर्चा की गई थी जिन्हें डिज़ाइन प्रक्रिया में ही शामिल या एम्बेड किया जाना है इसलिए जो भी सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं वे आसानी से परीक्षण योग्य होते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि 80 और 90 के दशक में इस आरेख परीक्षण में इसका तीसरा अक्ष डायग्राम में आया था लेकिन 2000 के बाद अब बैटरी संचालित मोबाइल उपकरणों पोर्टेबल उपकरणों आगमन से डिजाइन में पावर एक बहुत महत्वपूर्ण चौथा पैरामीटर हो गया है इसलिए न केवल हमें एरिया डिले और परीक्षण क्षमता को संबोधित करना है बल्कि आपको इस बिजली की खपत के मुद्दे को भी हल करना होगा तो आइए हम कुछ शब्दावली पर ध्यान दें तो एक विशिष्ट चिप में जो आज की तकनीक है सामान्य रूप से CMOS तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है इसलिए हम कहते हैं कि जब भी बिजली की आपूर्ति से VDD को ग्राउंड पर लाया जाता है तो विद्युत प्रवाह से विद्युत प्रवाहित होता है तो बिजली वोल्टेज स्रोत से ली गई है और इस स्रोत का मतलब है कि इन कर्रेंटस के स्रोत विभिन्न हो सकते हैं ये हम बाद में देखते रहेंगे लेकिन हम देखते हैं कि हम आम तौर पर बिजली कैसे मापते हैं इसलिए मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाऊंगा तो हम इंस्टैन्टेनियस पावर ऊर्जा और औसत पावर के बीच अंतर करते हैं तो उन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है देखें कि तात्कालिक बिजली को करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट द्वारा सरल परिभाषित किया गया है VDD से ग्राउंड पर बहने वाला करंट हम इसे IDD कहते हैं यह वोल्टेज VDD और समय t की गुणा का एक फंक्शन है अब इंस्टैन्टेनियस पावर हमें इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं देती है कि हमारी बैटरी कितनी अच्छी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तात्कालिक पावर बहुत अधिक होती है लेकिन लंबे समय से हम बहुत कम बिजली का उपभोग कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी कर्रेंटस बहुत कम हैं तो औसत के कुछ प्रकार अधिक सार्थक है किसी समय में किसी विशेष बिंदु पर खींची गई शक्ति के बजाय हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो ऊर्जा को कैसे परिभाषित किया जाता है मैं इन शब्दावली को बहुत जल्द ही व्याख्यायित करूंगा इस ऊर्जा को समय की अवधि में इंस्टैन्टेनियस पावर के अभिन्न अंग के रूप में परिभाषित किया गया है मान लीजिए कि T 0 से T इंस्टैन्टेनियस पावर का योग क्या है जो एकत्रीकरण को ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है यह आप कैसे परिभाषित करते हैं और निश्चित रूप से आप इस ऊर्जा को एक समय अवधि T पर गणना कर रहे हैं इसलिए यदि आप औसत गणना करते हैं तो बस इस E को T से विभाजित करें आपको औसत शक्ति मिलती है इसलिए आम तौर पर जब हम किसी सर्किट या डिवाइस या चिप की बिजली खपत का मूल्यांकन करते हैं तो हम ऊर्जा या औसत पावर के बारे में बात करते हैं अब एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये 3 चीजें कैसे संबंधित हैं तो आइए हम एक विशिष्ट डायग्राम दिखाते हैं यह समय की पहुंच है और यहां हम तात्कालिक बिजली की खपत दिखाते हैं जिसका अर्थ है कि करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट मान लें कि P का मान इस तरह से समय के साथ बदलता रहता है इसलिए हम समय 0 और कैपिटल T के बीच पावर को मापने के लिए इच्छुक हैं अब केवल परिभाषाओं को t के एक विशेष वैल्यू के लिए याद करते है इसलिए यदि हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि P का संबंधित मान क्या है तो यह तात्कालिक पावर IP इस विशेष समय पर तात्कालिक पावर का मूल्य है आइए हम कहते हैं अभी अगर मैं ऊर्जा की गणना करना चाहता हूं तो ऊर्जा P का इंटीग्रल है 0 से कैपिटल T तक तो इंटीग्रल की भौतिक व्याख्या क्या है इंटीग्रल का मतलब है इस वक्र के नीचे का क्षेत्र वक्र के तहत यह कुल क्षेत्र इसे ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि 0 और T के बीच इंटीग्रल P dt है अब यदि आप इस समय P से अधिक औसत ऊर्जा लेते हैं तो ऊर्जा भिन्न हो रही है तो संभव है कि औसत यहां कहीं होगा आप इसे एक सीधी रेखा के रूप में दिखाते हैं तो यह आपको औसत पावर Pavg देगा अब जैसा कि मैंने कहा कि ऊर्जा को इस समय T से विभाजित करके पी औसत की गणना की जा सकती है इसका मतलब है कि इस आयत और ऊर्जा की ऊँचाई कुल क्षेत्रफल है ऊँचाई की चौड़ाई द्वारा और चौड़ाई कैपिटल T है इसलिए यदि हम इस क्षेत्रफल को कैपिटल T से विभाजित करते हैं तो आपको यह ऊंचाई मिल जाएगी इसका मतलब है कि P average इसलिए आरेखीय रूप से मैं आपको इंस्टैन्टेनियस पावर ऊर्जा और औसत पावर के बीच का अंतर दिखा रहा हूं तो हम वापस आते हैं तो एक सामान्य CMOS सर्किट में बिजली अपव्यय के बारे में बात करते हुए हम बिजली अपव्यय को 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं डायनामिक शॉर्ट सर्किट और स्थैतिक हम देखेंगे कि इन विभिन्न प्रकार की पावर्स के स्रोत क्या हैं और इन प्रभावों को कम करने के लिए कौन से विशिष्ट तरीके अपनाए जाते हैं इसलिए हम इसे बाद में देखेंगे हमें डायनेमिक पावर से शुरू करते हैं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है डायनेमिक पावर एक ऐसी चीज है जो सर्किट की डायनामिक्स पर निर्भर करती है डायनामिक्स की परिभाषा क्या है कुछ जो समय के साथ बदलता है इसकी परिभाषा से डायनेमिक पावर का मतलब है जब भी सर्किट में कुछ सिग्नल बदल रहे होते हैं तो उन परिवर्तनों से कुछ पावर का अपव्यय होता है जो मूल रूप से डायनेमिक पावर अपव्यय से होता है तो हम इसे समझने की कोशिश करें तो ट्रांजिस्टर स्विच के साथ लोड कैपेसिटेंस को चार्ज करने और डिस्चार्ज करने के लिए मूल रूप से डायनेमिक पावर की आवश्यकता होती है तो आइए हम CMOS इन्वर्टर के बहुत सरल उदाहरण को देखें तो यहाँ मेरे पास एक PMOS ट्रांजिस्टर और NMOS ट्रांजिस्टर है यह मेरा इनपुट है हम कहते हैं कि A और यह मेरा आउटपुट है हम कहते हैं कि F तो F को A के कंप्लीमेंट द्वारा दिया गया है और यह VDD है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह आउटपुट अन्य गेट्स के इनपुट को चला सकता है तो हम समान रूप से मान सकते हैं कि यह एक लोड कैपइसटेंस चला रहा है आइए हम कहते हैं कि लोड कैपेसिटेंस C है तो हम कहते हैं कि जब A का मान 0 से 1 तक स्विच होता है तो F का मान 1 से 0 तक स्विच होगा इसी प्रकार जब A वापस 0 पर स्विच करता है तो f का मान फिर से 1 पर आ जाएगा अब जब भी यह आउटपुट नोड उच्च से निम्न और निम्न से उच्च में परिवर्तित होता है तो इसका क्या अर्थ है जब भी यह उच्च से निम्न में परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब है C डिस्चार्ज हो रहा है और जब भी यह निम्न से उच्च तक बढ़ रहा है हम कहते हैं कि C चार्ज हो रहा है अब इस सर्किट में पुल डाउन ट्रांजिस्टर के माध्यम से कपैसिटर का डिसचार्जिंग पाथ यह है और पुल अप ट्रांजिस्टर के माध्यम से कपैसिटर का चार्जिंग पाथ यह है इसलिए जैसा कि आप एक CMOS सर्किट में जानते हैं A की वैल्यू पर निर्भर करता है इसलिए या तो पुल अप या पुल डाउन नेटवर्क में से एक का संचालन कर रहा है तो इस पर निर्भर करता है कि यह C या तो डिस्चार्ज होगा या यह चार्ज होगा अब हर बार कपैसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है यह पावर का उपभोग करेगा क्योंकि आप सर्किट सिद्धांत से मूल परिभाषा को याद करते हैं करंट को C dVdt के रूप में परिभाषित किया गया है तो आप करंट प्रवाह को कपैसिटर और वोल्टेज के परिवर्तन की दर के प्रोडक्ट रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसलिए जब भी इस तरह का चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तब करंट प्रवाहित होगा और करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट बिजली की खपत होगी तो हम इस स्लाइड पर वापस आते हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक चक्र में दिखाया है हमारे पास एक राइजिंग आउटपुट हो सकता है और फॉलिंग आउटपुट भी हो सकता है इसलिए जब भी कोई आउटपुट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि आउटपुट नोड चार्ज हो रहा है चार्ज का मतलब है कि कैपेसिटर को VDD से चार्ज किया जा रहा है तो कुल चार्ज क्या है चार्ज कैपेसिटेंस और वोल्टेज का प्रोडक्ट है इसलिए C को VDD से गुणा किया जाता है VDD में आउटपुट नोड को चार्ज करने के लिए यह बहुत अधिक चार्ज की आवश्यकता होती है इसी तरह जब आउटपुट 0 पर जाता है तो लोड कैपेसिटर को ग्राउंड पर डिस्चार्ज करने की आवश्यकता होती है अभी यह हो सकता है कि हम कहें कि हम एक निश्चित समय अवधि T को मान रहे हैं अब इस समयावधि T के भीतर आउटपुट f ऊपर और नीचे कई बार जा रहा हो सकता है ऐसा हो सकता है सर्किट के व्यवहार पर निर्भर करता है अब अगर इस तरह की बात होती है जिसका अर्थ है समय T के समान अंतराल में कपैसिटर को चार्ज किया जा रहा है और कई बार डिस्चार्ज किया जाता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखें इसलिए अगर मैं एक पैरामीटर fSW को परिभाषित करता हूं तो एक समय पीरियड T के भीतर यह स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी है इसलिए यदि आप f SW के साथ T की गुणा करते हैं तो यह स्विचिंग की संख्या होगी जो इस समय अवधि T के भीतर हो रही है समय और स्विचन की फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट इसे आप स्विचन की फ्रीक्वेंसी SW के रूप में कह सकते हैं तो यह पहले से ही मैंने समझाया है कि अगर आउटपुट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी fSW है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चक्र एक समय अंतराल T पर कई बार दोहराया जाएगा अब देखते हैं कि हम एक सर्किट में औसत डायनेमिक पावर की गणना कैसे कर सकते हैं अब हमारी धारणा है कि हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है जहां पीरियड टाइम T है और इनपुट कुछ दर पर बदल रहे हैं इसलिए मैं फिर से उस चित्र को दिखा रहा हूं कि मैं अपनी गणना को T की टाइम पीरियड के भीतर और समयावधि T के भीतर कर रहा हूं इनवर्टर में इनपुट या आउटपुट जो भी हम कहते हैं दोनों समान होंगे निश्चित संख्या में परिवर्तन होंगे इसलिए मैं इसे स्विच की फ्रीक्वेंसी के रूप में कह रहा हूं अब हम इस गणना को देखते हैं तो हम डायनेमिक पावर की गणना कैसे करते हैं यह वास्तव में औसत पावर कंजप्शन है इसलिए जब भी आउटपुट स्विच हो रहा हो तो समय 0 और T के बीच मैं वोल्टेज के साथ करंट को गुणा करता हूं यह इंस्टैन्टेनियस पावर की परिभाषा है आप इसे समय T पर एकीकृत करते हैं आपको ऊर्जा मिलती है औसत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए औसत ले चूंकि VDD एक कांस्टेंट है आप इसे बाहर निकालते हैं तो आपके पास इस तरह की अभिव्यक्ति है तो आइए देखें कि मुझे यह कैसे मिलता है तो हमें इस तरह की एक्सप्रेशन मिलती है मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो आप VDD को T इंटीग्रल 0 से T करंट dt से विभाजित करते हैं अब हम एक अवलोकन करें तो हमारा अवलोकन करंट की वैल्यू को कपसिटंस और वोल्टेज के परिवर्तन की दर के के प्रोडक्ट रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं तो IDD dt C dV बन जाता है इसलिए मैं इसे VDD बाय t इंटीग्रल C dV के रूप में लिख सकता हूं अब स्वतंत्र चर V है तो V की सीमा क्या होगी देखें कि मैं 0 से T तक काम कर रहा हूं तो यह 0 से होगा कि मैं यहां क्या कुछ लिख रहा हूं क्योंकि आप देखते हैं इस समय के भीतर T जैसा कि मैंने कहा चार्ज और डिस्चार्ज होगा कई बार कई बार संख्या में इसलिए प्रत्येक चार्जिंग के लिए मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक चार्जिंग वोल्टेज 0 से लगभग VDD तक जा रहा है लोड कैपेसिटर में और इसके डिसचार्जिंग के लिए रिवर्स VDD 0 पर है अब ऐसे प्रत्येक चक्र में मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं VDD बाय T C dV कुछ भी नहीं है C इन टू V के अलावा लेकिन यह अब VDD तक चार्ज हो रहा है तो हर चार्ज के लिए यह C इन टू VDD होगा इतना ही नहीं इस अवधि T के भीतर कितनी बार चार्ज किया जा रहा है यह चार्ज हो रहा है अगर SW को समय T से गुना किया जैसा कि मैंने कहा तो FSW को T से गुणा किया जाता है यह आपको इस समय अवधि में कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए आपको इस T से fSW में गुणा करना होगा इससे आपको इंटीग्रेट की कुल वैल्यू देगा यहां देखें मूल रूप से यह इंटीग्रल आप इन इन खंडों 1 2 3 में से प्रत्येक को अलग कर रहे हैं तो यही कारण है कि यदि आप बस उन्हें जोड़ते हैं तो ऐसे कई खंड हैं आप इसे इस से गुणा कर रहे हैं तो यदि आप एक सरलीकरण करते हैं तो यह कितना आता है C VDD स्क्वायर कैपिटल T कैंसिल हो जाता है और fSW यह डायनेमिक्स पावर के लिए अंतिम एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन में भी यही बात दिखाई गई है अंत में डायनेमिक पावर की वैल्यू यह है और यहां गौर करने वाली बात यह है कि डायनेमिक्स पावर लोड कैपेसिटेंस के समानुपातिक है तो इसे कम करने के लिए आप VDD के वर्ग के आनुपातिक C वैल्यू को कम कर सकते हैं इसलिए यदि आपूर्ति वोल्टेज को कम करना संभव है तो यह भी अच्छा होगा और निश्चित रूप से सिग्नल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आनुपातिक होगा तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम डायनेमिक पावर होगी अब डायनेमिक पावर की अवधारणा को एक कदम आगे ले जाते हुए हमें एक एक्टिविटी फैक्टर की व्याख्या करें अब पिछली एक्सप्रेशन में देखें हमने इस fSW के बारे में बात की थी जो इनपुट या आउटपुट सिग्नल के स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी था अब यहां हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं f हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है अब हम इस f के साथ इसे पैरामीटर अल्फा से गुणा कर fSW से संबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे एक्टिविटी फैक्टर के रूप में परिभाषित किया गया है आप देख सकते हैं कि कुछ सिग्नल अपनी स्टेट बदल रहे हैं एक दर पर जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बराबर है क्योंकि यह क्लॉक है क्लॉक के एजिज सर्किट में विभिन्न घटनाओं को परिभाषित करते हैं लेकिन क्लॉक के सभी एजिज को सिग्नल स्थिति में बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो क्लॉक के एजिज का केवल एक हिस्सा वास्तव में एक गतिविधि का परिणाम देगा जिसके परिणामस्वरूप डायनेमिक पावर की खपत होगी तो हम एक एक्टिविटी फैक्टर नामक कुछ को परिभाषित करते हैं जिसे अगर हम फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं तो हमें fSW मिलता है इस प्रकार हम अभी fSW का अनुमान लगाते हैं यदि आप क्लॉक को सीधे गेट इनपुट से जोड़ रहे हैं तो इनपुट के साथ साथ आउटपुट क्लॉक के हर एज पर बदल जाएगा तो वहां 1 के बराबर अल्फा हैं लेकिन अगर गेट आउटपुट प्रति क्लॉक साइकिल में एक बार स्विच करता है एक बार प्रति क्लॉक साइकिल देखें या हर क्लॉक साइकिल में क्लॉक निम्न से उच्च और उच्च से निम्न में दो बार ट्रांजिट कर रही है मैं कह रहा हूं कि क्लॉक के हर 2 बदलावों के लिए आउटपुट एक बार बदल रहा है तो यहां एक्टिविटी फैक्टर को हाफ के रूप में परिभाषित किया गया है और हमारे पास कुछ CMOS डायनेमिक गेट हैं मैंने इसके बारे में बात नहीं की है CMOS डायनेमिक गेट कुछ इस तरह हैं कहते हैं कि आप एक NOR को लागू कर सकते हैं यह एक पी प्रकार ट्रांजिस्टर है तो आप एक डायनामिक्स CMOS डायनामिक्स लॉजिक में देखते हैं हम कई ट्रांजिस्टर का उपयोग पुल अप में नहीं कर रहे हैं यह आउटपुट है यह एक NOR गेट है इसलिए यहां पुल अप नेटवर्क में हम बहुत कम समय का उपयोग कर रहे हैं यहां केवल एक ही है और आप देखते हैं कि आप एक क्लॉक phi 1 और phi 2 का उपयोग कर रहे हैं यह 2 फेस क्लॉक की तरह है तो यह कैसे काम करता है मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि phi 1 इस तरह से चल रहा है और phi 2 इस तरह से चल रहा है वे ओवरलैपिंग नहीं हैं तो phi 1 जब 1 के बराबर होता है तो phi 1 बार 0 होगा और यह कंडक्टिंग होगा तो यह यहाँ है तो आउटपुट लोड कैपेसिटेंस यहाँ होगा यह आपका C है इसलिए यह इस अवधि के दौरान है जब phi 1 अधिक है आप इस चरण को प्रीचार्ज चरण कहते हैं इस अवधि के दौरान phi 2 0 है इसलिए यह ट्रांजिस्टर ऑफ है तो कैपइसटेंस अगर VDD के माध्यम से चार्ज हो रही है तो यह प्री चार्ज स्थिति है लेकिन जब phi 2 इस भाग है तो phi 1 वापस 0 है इसलिए यह ट्रांजिस्टर ऑफ है कपैसिटर पहले से ही चार्ज किया गया था phi 2 उच्च है मतलब यह कंडक्टिंग कर रहा है अब A और B के आधार पर यह कपैसिटर डिस्चार्ज हो सकता है या डिस्चार्ज नहीं भी हो सकता है इसलिए हम इसे गणना चरण कहते हैं तो phi 1 और phi 2 के चरणों के आधार पर आप वैकल्पिक कर सकते हैं इसलिए A और B के वैल्यू के आधार पर आउटपुट वैल्यू बदल सकता है यह नहीं भी बदल सकता है जबकि प्रत्येक साइकिल की सबसे खराब स्थिति में यह दो बार बदल सकता है प्री चार्ज स्थिति के दौरान यह 0 से उच्च तक जा सकता है फिर से गणना की स्थिति के दौरान यह उच्च से निम्न वापस जा सकता है तो यह वास्तव में यहां उल्लेख किया गया है कि CMOS डायनेमिक गेट स्विचिंग 0 से 2 बार अल्फा के औसत के हाफ बराबर होने पर होता है क्योंकि 2 बार प्रति साइकिल का मतलब 1 0 के बराबर अल्फा है इसलिए औसत हाफ है लेकिन CMOS स्टेटिक गेट्स कन्वेंशनल CMOS गेट्स के लिएएक्टिविटी फैक्टर डिजाइन पर बहुत अधिक निर्भर है टिपिकल वैल्यू लगभग 01 है इसलिए यदि आप एक्टिविटी फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो हमारी डायनेमिक पावर समीकरण इस वर्ग में बदल जाता है आप fSW को अल्फा इन टू f में बदलें तो अल्फा भी यहां एक फैक्टर है अब हम शॉर्ट सर्किट पावर को देखते हैं शॉर्ट सर्किट पावर यह एक CMOS गेट में किसी प्रकार का बिजली अपव्यय है जब सिग्नल संक्रमण हो रहे हैं क्योंकि वे समय समय पर बहुत कम मात्रा में होते हैं NMOS और PMOS दोनों नेटवर्क का संचालन कर सकते हैं इसे क्रोबर करंट भी कहा जाता है और आधुनिक डिजाइनों में यह शॉर्ट सर्किट बिजली कुल बिजली अपव्यय के 20 प्रतिशत का उपभोग कर सकती है और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी तेज होगी शॉर्ट सर्किट पावर इतनी अधिक होगी क्योंकि जैसे जैसे आप क्लॉक फ्रिकवेंसी बढ़ाते हैं ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी तो आइए देखें कि यह कैसे होता है हम सरल CMOS इन्वर्टर लेते हैं जहाँ आप कहते हैं कि इनपुट 0 से उच्च और उच्च और निम्न से जा रहा है आप इनपुट देखते हैं 0 से 1 और 1 से 0 इंस्टैन्टेनियस नहीं हो सकता है एक राइस टाइम और फॉल टाइम होगा और यह इन्वर्टर का एक विशिष्ट इनपुट आउटपुट करैक्टरस्टिक कर्व है एक ऐसा क्षेत्र है जहां PMOS ट्रांजिस्टर या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से चालू है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां NMOS ट्रांजिस्टर या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से चालू है एक मध्यवर्ती क्षेत्र है जहाँ ट्रांजिशन बहुत तेज़ होते हैं वोल्टेज की एक छोटी श्रेणी जिसके दौरान NMOS और PMOS दोनों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं तो क्या हो सकता है मान लीजिए कि सर्किट का आउटपुट है तो यह 0 से 1 में बदल रहा है यह 1 से 0 तक बदल रहा है इसलिए अगर मैं VDD से खींची गई कर्रेंटस के वैल्यू को प्लॉट करता हूं आम तौर पर एक CMOS में बहुत कम कर्रेंटस ड्रा की गई है लेकिन ट्रांजिशन के दौरान पाएंगे कि वहां यहाँ एक छोटा सा स्पाइक होगा क्योंकि समय समय पर दोनों पुल अप और पुल डाउन का संचालन कर रहे हैं और अधिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अधिक होने से स्पाइक्स आ जाएंगे यह तथाकथित शॉर्ट सर्किट करंट का स्रोत है और अंत में हम स्थैतिक पावर के बारे में बात करते हैं स्थैतिक पावर एक ऐसी चीज है जो तब भी छिन्न भिन्न हो जाती है जब कोई सिग्नल ट्रांजिशन नहीं होता है ये मुख्य रूप से लीकेज इफेक्ट के कारण होते हैं इसलिए यहां तक कि अगर ट्रांजिस्टर बंद है किसी कारण नॉनकंडक्टिंग हैं तो जंक्शनों को कुछ रिवर्स बायस डायोड के रूप में मॉडल कर सकते हैं जो नॉनकंडक्टिंग हैं ड्रेन जंक्शन लीकेज सब थ्रेशोल्ड करंट हो सकते हैं ऐसे कई स्रोत हैं इस तरह के प्रभावों के कारण गेट लीकेज होता है करंट की थोड़ी मात्रा लगातार बहती रहेगी तो यह लीकेज पावर हमेशा रहेगी इसे टाला नहीं जा सकता लेकिन निश्चित रूप से आप इसे कुछ तकनीकों का उपयोग करके कम कर सकते हैं इसलिए जब ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर को एक चिप में पैक किया गया है स्थैतिक पावर डिसेप्शन के कुल योगदान अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि अब एक चिप में हमारे पास एक बिलियन ट्रांजिस्टर और बिलियंस ट्रांजिस्टर का क्रम है और प्रत्येक ट्रांजिस्टर बहुत कम ऊर्जा या शक्ति का उपभोग कर रहा है यदि आप सभी अरबों ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो कुल योग महत्वपूर्ण बन सकता है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं इन लीकेज कर्रेंटस के कई स्रोत हो सकते हैं सब थ्रेशोल्ड रिसाव रिवर्स बॉयस जंक्शनों चैनल पंच के माध्यम से ऑक्साइड लीकेज आदि इसलिए कुछ डिज़ाइन जोड़तोड़ करके आप इनमें से कुछ को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए हम इनमें से कुछ तकनीकों को बाद में देखेंगे तो इसके साथ हम कम बिजली के डिजाइन पर इस परिचयात्मक व्याख्यान के अंत में आते हैं हमारे अगले व्याख्यानों में हम कुछ और विवरणों की ओर बढ़ेंगे कि कैसे हम वास्तव में कुछ डिजाइन तकनीकों द्वारा बिजली के प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं